तो बहुत सी मशीन तकनीक उपलब्ध है तो हर एक के लिए कोड लिखना तथा उसकी प्रदर्शन की जांच करना बहुत ही मुश्किल है तो इसके लिए वेका प्लेटफार्म है तो यह प्लेटफार्म विभिन्न मशीन लर्निंग तकनीक से सम्मिलित है वर्तमान समय में इसमें 50 से ज्यादा मशीन लर्निंग तकनीक है जिसमें न्यूरल नेटवर्क सपोर्ट वेक्टर मशीन और क्लस्टरिंग आदि उपलब्ध है तो आप इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है क्योंकि आप इसका चयन कर इसका प्रदर्शन देख सकते हैं आपके समस्या के अनुसार यह आपको विभिन्न तरह के प्रदर्शन देगा मैं आपको समझा लूंगा की किसी भी दो प्रोटीन को वर्गीकृत करने के लिए वेका प्लेटफार्म मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कैसे करना है उदाहरण के लिए ट्रांस मेंब्रेन हेलीकल प्रोटीन और ट्रांस मेंब्रेन स्ट्रैंड प्रोटीन यह वाईकाटो यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया है जो कि न्यूजीलैंड में है यह बहुत पहले विकसित किया गया था वर्तमान में इसमें बहुत सी विशेषताएं जोड़ दी गई हैं शुरुआती दौर में इसमें सिर्फ कुछ ही विशेषताएं थी और सिलेक्शन एल्गोरिथ्म को स्थापित नहीं किया गया था और कुछ मशीन लर्निंग तकनीक अब वह इसका इस्तेमाल कुछ समान प्रोटीन सेट के लिए करते हैं अब विभिन्न परिस्थितियों तथा विभिन्न सवालों के लिए विभिन्न एल्गोरिथ्म तथा सिलेक्शन व्यवस्था को भी लाया गया है तो किसी भी वर्गीकरण के लिए तथा किसी भी रियल वैल्यू प्रेडिक्शन एल्गोरिथ्म के लिए यह एक संपूर्ण प्लेटफार्म है तो इसके विभिन्न अनुप्रयोग हैं या फिर हम एक्सप्लोरर या एक्सपेरिमेंट नॉलेज लो और सरल CLI देख सकते हैं अगर आप एक्सप्लोरर खोलें तो हम एक विंडो खोल सकते हैं जहां आप अपना इनपुट डाटा ने फेरबदल कर सकते हैं तथा इस वेका को विभिन्न मशीन लर्निंग तकनीक और विशेषताएं सलेक्शन विशेषता तथा प्रदर्शन के साथ गतिविधियां कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा की इनपुट फाइल को कैसे तैयार करें रेखा के पिछले संस्करण में सिर्फ arff फॉर्मेट ही स्वीकार किया जाता था मगर अब CSV फॉर्मेट भी स्वीकृत है जो कि आप सीधे सीधे एक्सेल से प्राप्त कर सकते हैं अगर पहले की बात करें तो इनपुट फाइल बनाने के लिए एक विशिष्ट फॉर्मेट की जरूरत होती थी जो कि arff फॉर्मेट है अगर आप इस फॉर्मेट की बात करें तो हमें सबसे पहले संबंध का चिन्ह देना होता है उसके बाद हमें अटरीब्यूट्स देने होते हैं यहां पर इस स्थिति में हम कंपोजीशन का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर अटरीब्यूट्स क्या है कंपोजीशन 20 विभिन्न अमीनो एसिड रेसिड्यूज तो हमारे पास 20 विभिन्न अमीनो एसिड रेसिड्यूज है और हमें यह देखना है कि कौन से तरह का अमीनो एसिड अगर फिर से देखें तो यह संख्यात्मक है और इसका विभिन्न कंपोजीशन है तो हमें क्या करना होगा तो हमें इसकी व्याख्या करनी होगी जो कि हम करली ब्रैकेट में देंगे यहां पर आपको वर्दी के करना है TMS और TMH को यह अल्फा है और यह बीटा तो हमें अल्फा बीटा में वर्गीकृत करना है यह आप की विशेषता है तो आपको क्या देना होगा इसके लिए हमें डाटा देना होगा तो यहां आपके डाटा सेट की वैल्यू क्या है तो हम शुरुआत करते हैं डाटा के साथ तो यहां अगला यह शुरुआत करेगा डाटा के साथ तो आपको क्या डाटा देना होगा आपके पास 20 अटरीब्यूट्स हैं या 20 कंपोजिशन जोकि 20 हम अमीनो एसिड के क्रम में है यहां हम जो क्रम देंगे वह वही क्रम हम सभी प्रोटीन के लिए देंगे और यहां हमारा आउटपुट है जो कि हम जानते हैं की अल्फा है हम जानते हैं कि हमने अल्फा इनपुट दिया है मगर यदि आपको नहीं पता है तो आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं तो यह इसका आवंटन कर देगा तो सबसे पहले हमें एक डाटा सेट का इस्तेमाल करना होगा जिसे प्रशिक्षण तथा टेस्ट तथा प्रदर्शन के लिए देखना होगा तो इस स्थिति में आप सभी TMH प्रोटीन और TMS प्रोटीन के कंपोजीशन को ले तो यहां पर सभी डाटा के अनुसार इनपुट फाइल को बनाएं तो यह arff फॉर्मेट है और यह अटरीब्यूट्स है यह वर्ग है और यह इंस्टेंस डाटा पॉइंट है तो अब आपको क्या करना है तो अब अगर आप एक्सप्लोरर को क्लिक करें तो यह एक फाइल खुलेगा तो इस विंडो में आपको विभिन्न विकल्प दिखेंगे तो सबसे पहले हमें डाटा को फ्रीप्रोसेस करना होगा इसका मतलब हमें इनपुट डाटा देना होगा ने फाइल को खोलना होगा और जब अगर आप फाइल खोलेंगे तो यह पूछेगा कि हमें डाटा कहां चाहिए यह आपका कंप्यूटर है और यह आपकी फाइल की लोकेशन है जोकि arff फॉर्मेट मैं है तो अब अगर आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो हम फाइल खोल सकते हैं और अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो हमें यहां पर डाटा मिल जाएगा अगर आप बाई तरफ देखें नाम के नीचे तो हमें 20 अक्षर दिखेंगे जोकि 20 अमीनो एसिड के लिए है यह 20 इनपुट वैल्यू है हर एक प्रोटीन के लिए तो फिर 21 हमने क्लास दिया यह क्लास क्या है यह अल्फा है या बीटा या TMH या TMS यहां पर आप कुल मिला कर देख सकते हैं अगर आपके पास कोई डाटा सेट है जिसमें 3000 अल्फा और करीब 300 400 बीटा है और इसमें से अगर हम रिडंडेंसी को हटा देते हैं तो हमें नॉन रिडंडेंट अनुक्रम मिल जाएंगे अब यहां कितने हेलिकल और ट्रांस मेंब्रेन स्ट्रैंड है 612 हेलिक्स और 97 बीटा तो 612 अब अगला सवाल यह कि एल्गोरिथ्म का चयन करना जो हमने एक प्रॉब्लम को लिया हमने विशेषताएं दी विशेषताओं की गणना की अब हमें एक तरीके का चयन करना है तो वेका प्लेटफार्म पर विभिन्न तरीके मौजूद हैं जिसमें से मुख्यतः बेयस या फंक्शंस या मेटा और रूल्स ट्रीस वगैरा बेयस की बात करें तो इस नेवबेयस बेयसनेट आदि आते हैं अगर आप फंक्शंस के साथ जाते हैं तो यहां पर विभिन्न लॉजिस्टिक रिग्रेशन मिलेंगे इसी तरीके से आप न्यूरल नेटवर्क मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को देख सकते हैं तो विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत आपको विभिन्न सपोर्ट वेक्टर मशीन मिलते हैं तो हमारे पास करीब 50 प्रोग्राम है जो कि वेका प्लेटफार्म समावेश किए हुए हैं तो आप विभिन्न विकल्पों को आजमा सकते हैं और प्रदर्शन की जांच कर सकते हैं तो हमारे पास इनपुट डाटा और फंक्शंस है तो अब आपको शुरुआत करनी है यहां यह 0 है जो कि वेका प्लेटफार्म मैं डिफॉल्ट रूप से होता है लेकिन अगर आपको चयन करना है तो आप चूज पर क्लिक करें जिससे कि आपको विभिन्न तकनीक की सूची मिल जाएगी और आप मुख्य क्लास भी देख पाएंगे इसके बाद आप तो शुरू करने के बाद आपको परिणाम मिलेगा उदाहरण के लिए अगर आप सपोर्ट वेक्टर मशीन को ले तो यह आपको SMO देगा तो यह सब डिफॉल्ट वैल्यू ज होती हैं जोकि विभिन्न पैरामीटर्स और सपोर्ट वेक्टर मशीन में इस्तेमाल होती हैं तो मैं आपको विभिन्न डिफॉल्ट पैरामीटर्स दिखाता हूं यहां पर वेका प्लेटफार्म मैं विभिन्न विकल्प मौजूद हैं जैसे कि अगर आपको प्रशिक्षण सेट का इस्तेमाल करना है तो पहले यह कि प्रशिक्षण सेट क्या होता है विद्यार्थी सेल्फ एसेसमेंट अगर आपको देना हो तो हम कितना डाटा दीया विद्यार्थी 600 प्लस जो हमारे पास 612 प्लस 97 है तो यह कुल मिलाकर 709 होगा तो आप प्रशिक्षण सेट से 709 डाटा ले सकते हैं और इसे आप दे सकते हैं जिससे कि आपको अंतिम परिणाम मिलेगा इसके बाद अगर आपके पास सप्लाइड टेस्ट सेट है इसका मतलब आप वेका को किसी भी लर्निंग तकनीक के द्वारा प्रशिक्षित कर सकते हैं उदाहरण के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन को 709 डाटा के द्वारा और अगर आपके पास कोई नया डाटा सेट है उदाहरण के लिए और 50 डाटा तो इसको आप सप्लाइड टेस्ट सेट की तरह दे सकते हैं अगर आप सप्लाइड टेस्ट सेट पर क्लिक करें तो यह खुल जाएगा इसके बाद मैं सेट पर क्लिक करता हूं तो यह हमसे नए डाटा सेट नए डाटा सेट के बारे में पूछेगा तो आप नई फाइल दे सकते हैं और यह इसे टेस्ट सेट की तरह लेगा इसके बाद तीसरा विकल्प है क्रॉस सत्यापन 10 फोल्ड क्रॉस सत्यापन उदाहरण के लिए 10 फोल्ड क्रॉस सत्यापन विद्यार्थी डाटा आप 709 मैं से इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर 10 ग्रुप में वर्गीकृत करें फिर वह उसे 90 प्रतिशत प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करेगा और 10 प्रतिशत टेस्ट की तरह तो यह आप 10 बार कर सकते हैं अंततः आपको वैल्यू मिलेगा इसमें से आप 10 प्रतिशत को टेस्ट के लिए अलग कर और यह आप 10 बार करे तो अब अगर आप यहां 10 देंगे तो यह आपको 10 फोल्ड क्रॉस सत्यापन देगा यहां एक और विकल्प मौजूद है जो कि प्रतिशत स्प्लिट है यहां आप देख सकते हैं कि कितना प्रतिशत प्रशिक्षण के लिए देना है और कितना प्रतिशत टेस्ट के लिए तो डिफॉल्ट 66 है इसी वजह से अगर आप विभिन्न संदर्भों को देखें तो उसमें आपको 66 प्रतिशत मिलेगा क्योंकि वह डिफॉल्ट को नहीं बदलते मगर आप यहां इसे बदल सकते है आप चाहें तो 80 या 70 प्रतिशत अपने हिसाब से दे सकते हैं तो यहां वह दो तिहाई के हिसाब से 66 प्रतिशत दे रखा है तो आप यहां पर प्रतिशत स्प्लिट को बदल सकते हैं और अपने तरीके के प्रदर्शन की जांच भी कर सकते हैं जब आप क्रॉस सत्यापन करते हैं तो हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं इसके बाद यह आपको डाटा देगा इन 709 मैं से 693 सही अनुमान लगा है तो प्रतिशत एक्यूरेसी 977 हुआ और ऐरर 16 है जोकि गलत अनुमानित है तो ऐरर 225 प्रतिशत है अब यह तरीका अच्छा है तो क्या हम सिर्फ एक्यूरेसी देख सकते हैं नहीं हमको इसके साथ सेंसटिविटी और स्पेसिफिसिटी भी देखना होगा क्योंकि यह अनबायस है यह यह समान डाटा सेट नहीं है आप विभिन्न तरह के डाटा के लेवल को देख सकते हैं 612 हेलिक्स है और 97 स्ट्रैंड है इसका मतलब कि यह बराबरी से नहीं बटा है तो इस स्थिति में आप ट्रू पॉजिटिव को देख सकते हैं फिर यह वाला अल्फा के लिए यह वाला TMH के लिए और यह वाला TMS के लिए तो तो यह आपको सेंसटिविटी और स्पेसिफिसिटी देगा TMH के लिए यह 987 है और 918 है तो अगर आप वेटेड एवरेज लेते हैं तो यह 97 प्रतिशत है जो कि ठीक है तो हम हमेशा आपके पास और भी जानकारी होती है जैसे फॉल्स पॉजिटिव रेट प्रेसीजन के संदर्भ में आप याद करें f मेजर ROC तो ROC 095 है तो ग्राफ कैसा दिखेगा बहुत ज्यादा यह सीधी रेखा के समान दिखेगा इसका मतलब यह बहुत ज्यादा होगा 095 तो इस स्थिति में कर्व के अंदर का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होगा तो यह तरीका भरोसेमंद है तो यहां पर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स को देख सकते हैं तो यह कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यह आपको ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव देगा अगर TMH पॉजिटिव है तो ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब है TMH अनुमानित होगा विद्यार्थी TMH TMH यह ट्रू पॉजिटिव है और आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देख सकते हैं तो यह ट्रू पॉजिटिव है और यह ट्रू नेगेटिव और यहां यह फॉल्स पॉजिटिव है और यह फॉल्स नेगेटिव तो अगर आप यहां पर देखें तो आपको सेंसटिविटी मिल सकती है 603 ट्रू पॉजिटिव को कुल पॉजिटिव 702 से तो इस स्थिति में यह सेंसटिविटी है तो यहां इस स्थिति में यह केवल 87 है तो यह स्पेसिफिसिटी कब है या मैंने आप से चर्चा की थी की मशीन लर्निंग में यह एक चुनौती है तो आप यहां देख सकते हैं कि यह पॉजिटिव डाटा सेट के साथ बहुत ज्यादा प्रशिक्षित है लेकिन इस स्थिति में नेगेटिव डाटा सेट भी अच्छी तरीके से प्रशिक्षित है जो कि अच्छी बात है क्योंकि स्पेसिफिसिटी भी 918 है अब यह ठीक है तो यह सूत्र है सेंसटिविटी स्पेसिफिसिटी और एक्यूरेसी की गणना करने के लिए आप सेंसटिविटी की गणना अगर ट्रू पॉजिटिव को भाग दे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव के साथ कर सकते हैं स्पेसिफिसिटी होता है ट्रू नेगेटिव भाग फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव जबकि एक्यूरेसी होता है कुल पॉजिटिव भाग कुल डाटा की संख्या के साथ यहां पर यह कुल डेटा की संख्या है जो कि सही अनुमानित है यह सही अनुमानित डाटा का संख्या है जो कि आप देख सकते हैं तो अब अगर आप देखना चाहे तो यहां हमने कौन कौन से विशेषताओं का इस्तेमाल किया है विद्यार्थी अमीनो एसिड अमीनो एसिड कंपोजिशन हमने कितने कंपोजीशन का इस्तेमाल किया है 20 कंपोजीशन हमारे पास 20 अमीनो एसिड है तो सवाल यह कि क्या हमें सभी 20 अमीनो एसिड कम की जरूरत होगी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए क्योंकि जैसा कि मैंने पहला चर्चा की किसी भी क्लासफिकेशन यहां तक कि QSAR के लिए भी हमें विशेषताओं को न्यूनतम रखना चाहिए हम अगर विशेषताओं को न्यूनतम रखें तो उस पर भरोसा अधिक होगा ऐरर ज्यादा होगा ऐरर कम होगा तो इस स्थिति में हम यह देखें की क्या सभी राशियों का कंपोजीशन जरूरी है हम कुछ अमीनो एसिड को हटा सकते हैं अमीनो एसिड कम होते हैं और अगर आप कोई बदलाव नहीं करते हैं तो हम इन अमीनो एसिड को हटा सकते हैं आप कुछ विशेषताओं को कम कर सकते हैं तो इस स्थिति में आपने एक अमीनो एसिड हटाया और यह देखें कि बाकी 19 अमीनो एसिड की वजह से प्रदर्शन पर कुछ बदलाव है या नहीं अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो आप उस अमीनो एसिड को हटा सकते हैं लेकिन अगर प्रदर्शन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो आपको वह अमीनो एसिड रखना होगा इसका मतलब वशिष्टा बहुत जरूरी है और आपको उसको रखना होगा उसी तरीके से आप सभी 20 के लिए एक एक करके करें सभी अमीनो एसिड के लिए करें और फिर यह देखें कि कौन सा अमीनो एसिड वर्गीकरण के लिए बहुत जरूरी नहीं है फिर आपके पास 19 है उदाहरण के लिए अगर हम एक या दो को हटाए तो हमारे पास कम है फिर आपको किसी दूसरे के साथ कोशिश करनी होगी तो फिर से इन 19 मैं से आप किसी एक को हटाने की कोशिश कर सकते हैं तो एक विशेषता को हटाने के दौरान आप विशेषताओं को स्वयं ही अनुकूलन कर सकते हैं मगर वेका में दूसरा विकल्प भी है यह एक विशेषता को खुद ही सुन सकता है मगर अगर आपके पास विशेषताओं की संख्या कम है तो आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं और विशेषताओं का अनुकूलन हो सकता है तो यह एक तरीका हुआ दूसरा यह कि हम कोई एक अमीनो एसिड का इस्तेमाल करें जैसे कि एलेनीन तो एलेनीन का प्रदर्शन किया होगा 50 प्रतिशत क्या यह 80 है 20 प्रतिशत या 70 30 प्रतिशत और सभी 20 विशेषताओं के लिए ऐसे ही हमें जरूरी विशेषताओं के बारे में जानकारी है तो कौन सा वाला अधिकतम प्रदर्शन देगा तो अगर आप इन विशेषताओं को एक साथ में उससे भी आ प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं या कहें तो अधिकतम प्रदर्शन तक कम विशेषताओं के साथ यह मददगार होगा विशेषताओं की संख्या को कम करने के लिए तो वेका में हमारे पास अटरीब्यूट इवेलुएटर है आप या तो स्वयं कर सकते हैं या आप वेका का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अटरीब्यूट सेलेक्ट को देख सकते हैं क्या फीचर सिलेक्शन को प्रदर्शित करेगा बेहतरीन विशेषताओं के सेट को पहचानने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां आपको एक विकल्प देगा यह वह सारे विशेषताएं हैं जो कि बेहतर संदेश सकते हैं तो इस स्थिति में हर एक अटरीब्यूट सिलेक्शन एल्गोरिथ्म एक विशिष्ट क्लासफायर के साथ प्रभावी है विशेषताओं के अनुकूलन के लिए वह हर एक क्लासफायर के साथ वह विभिन्न एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करते हैं उदाहरण के लिए अगर आप सपोर्ट वेक्टर मशीन खोलें तो वह SVM अटरीब्यूट इवेलुएटर का इस्तेमाल करते हैं यह यहां पर विभिन्न विशेषताओं के अनुकूलन के लिए है अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए बहुत से विकल्प हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि यह विकल्प है और यह SVM अटरीब्यूट इवेलुएटर तो विभिन्न क्षमताएं क्या है उदाहरण के लिए अगर कंपलेक्सिटी पैरामीटर या विभिन्न तरह की फिल्टरिंग प्रशिक्षित डाटा का नॉर्मलाइजेशन कैसे करें वगैरह फिर क्लासफायर के लिए भी हमारे पास विभिन्न विकल्प हैं हम विभिन्न फाइल टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं या विभिन्न कर्नल क्या है जो हमें चाहिए यहां पर हम पोलीकर्नल टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां आप वेका प्लेटफार्म में सारी जानकारियां देख सकते हैं तो किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथ्म के इस्तेमाल के लिए आपको सबसे पहले देखना होता है कि कौन सी विशेषताएं उपलब्ध हैं उदाहरण के लिए अगर आप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो आप छुपी हुई परतो को चिन्हित कर सकते हैं यह सारी जानकारियां डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती हैं और किसी सामान्य डेटा के द्वारा प्रशिक्षित होती हैं मगर आपके डाटा सेट के हिसाब से तो इस डिफॉल्ट पैरामीटर में बदलाव करके हम प्रदर्शन को सुधार सकते हैं अगर आप पैरामीटर्स में बदलाव करें तो आप प्रदर्शन को कम से कम 3 से 5 तक सुधार सकते हैं अब हम टेस्ट सेट देख सकते हैं जो कि पहले मैंने चर्चा की की टेस्ट सेट को कैसे प्राप्त करें यहां पर यह सप्लाइड टेस्ट सेट है आप अगर इस सेट पर क्लिक करें तो यह बॉक्स खुल जाएगा ऐसी स्थिति में फाइल को यहां खोलें तो हम फाइल को दे सकते हैं और फिर सप्लाई टेस्ट सेट को और आपको डाटा मिल जाएगा तो यहां टेस्ट सेट के लिए यह डाटा सेट है इस स्थिति में हमने समान कंपोजीशन विशेषताओं का इस्तेमाल किया है यह वह कंपोजीशन है जहां हमने 20 अमीनो एसिड का इस्तेमाल किया है समान क्लास का डाटा आप यहां देख सकते हैं अगर आपको टेस्ट सेट की जानकारी नहीं है तो आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं अब प्रश्न चिन्ह का मतलब अनुमान की जानकारी नहीं है तो इस स्थिति में वेका यह अनुमान लगाएगा कि यह हॉर्लिक्स है या स्ट्रैंड अगर यह अल्फा और बीटा की जानकारी है तो यह गणना कर सकता है कि यह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव और यह सही अनुमानित है या गलत यह आउटपुट है तो यहां अनुमानित आउटपुट की सूची निकालना भी मुमकिन है उदाहरण के लिए यहां विभिन्न मूल्यांकन के विकल्प हैं आप आउटपुट मॉडल दे सकते हैं या कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दे सकते हैं और आप अनुमानित आउटपुट को भी रख सकते हैं अगर आप इस अनुमानित आउटपुट पर क्लिक करें हर एक स्थिति के लिए यह आपको डाटा देगा किसी भी विशिष्ट प्रोटीन के TMH या TMS होने के लिए संभावना क्या है तो टेस्ट सेट डाटा के लिए यह आपको संभावना देगा और संभावना के आधार पर यह तय करेगा अगर आपको डाटा की जानकारी है तो यह आपको TMS और TMH होने की संभावना बताएगा और फिर देखें कि यह पॉजिटिव है या यह ऐरर है मैं आपको यहां पर डाटा दिखाता हूं इस स्थिति में तो अगर हमें जानकारी नहीं है तो यह प्रश्न चिन्ह है तो यह अनुमानित है 2 और यह वाला बीटा उदाहरण के लिए अगर आप संभावना को देखें तो यह 0 है TMH के लिए और TMS के लिए संभावना एक है तो यह बीटा है दूसरी स्थिति यह कि अगर TMH के लिए संभावना एक है तो यह अनुमानित होगा अल्फा तीसरा यह अल्फा के लिए कई बार हमें विभिन्न संख्या मिलती है 1 और 0 नहीं बड़ी वैल्यू के आधार पर दशमलव वाली संख्या 06 0 भी मिलती है यह या तो अल्फा या बीटा में वर्गीकृत होगा तो यह पहले से पता है इस स्थिति में अल्फा अनुमानित हुआ है यह सही है मगर अगर यह बीटा है और अनुमानित अल्फा हुआ है तो यह गलत है अगर यह गलत है तो यहां पर यह प्लस से उल्लेखित है ऐसी स्थिति में यहां यह प्लस का चिन्ह क्यों है यह सब गलत अनुमानित है उदाहरण के लिए इस स्थिति में यह असल में अल्फा है मगर यह अनुमानित बीटा है अगर यह बीटा अनुमानित है तो यह गलत है तो आप प्लस का चिन्ह रखें अब इस स्थिति में यह अल्फा है इस संख्या के साथ यहां पर एक है तो अनुमानित भी अल्फा है तो यह ठीक है अंत में आप को अंतिम डाटा मिलेगा ऐसी स्थिति में क्लासफिकेशन प्रदर्शन 57 है तो क्या यह अच्छा है यह अच्छा नहीं है तो इस स्थिति में हमें वापस प्रशिक्षण सेट पर जाना होगा और हमें विशेषताओं में बदलाव करना होगा उदाहरण के लिए आप हाइड्रोफोबिसिटी को सम्मिलित कर सकते हैं एक विशेषता के रूप में इस जानकारी के आधार पर आप और भी विशेषताओं को जोड़ सकते हैं और प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप क्रॉस सत्यापन और टेस्ट का इस्तेमाल करें और देखें कि क्या अब अनुमान लगा सकते हैं तो फिर यह ठीक है नहीं तो आपको और विशेषताओं के साथ काम करना होगा और आपको बदलाव लाना होगा फीचर सिलेक्शन में और अंततः जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाए आपको मशीन लर्निंग को प्रशिक्षण देना होगा ताकि बेहतरीन प्रदर्शन मिल सके तो संक्षेप में हमने कक्षा में क्या चर्चा किया विद्यार्थी एप्लीकेशन एप्लीकेशन उदाहरण के लिए ट्रांस मेंब्रेन हेलीकल और ट्रांस मेंब्रेन बीटा बैरल प्रोटीन के वर्गीकरण के लिए मुख्यता इस स्टैटिसटिकल तरीका और तो और मशीन लर्निंग तकनीक के द्वारा आम स्टैंडर्ड सेट के कंपोजीशन का मिलान कर सकते हैं इसके लिए हमें आपके डाटा सेट को विकसित करना होगा कंपोजीशन की गणना करनी होगी और अनजान सेट के साथ मिलान करना होगा डेविएशन के आधार पर डेविएशन मिलता है हैमिंग डिस्टेंस या यूक्लिडियन डिस्टेंस के द्वारा जो कि आप तय कर सकते हैं फिर आप ऐरर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे बढ़िया प्रदर्शन के लिए फिर मशीन लर्निंग के साथ चलें तो हमने कौन से विभिन्न तरह की मशीन लर्निंग के बारे में चर्चा की सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सुपरवाइज्ड लर्निंग का क्या उदाहरण है विद्यार्थी न्यूरल नेटवर्क k मींस क्लस्टरिंग तो विभिन्न तरह की मशीन लर्निंग पत्नी से हमने वेका के बारे में चर्चा की तो यह वेका क्या है यह प्लेटफार्म है विद्यार्थी मशीन लर्निंग वह जो विभिन्न तरह की मशीन लर्निंग तकनीक रखता है हम मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में विशेषता सिलेक्शन एल्गोरिथ्म का आप वेका प्लेटफार्म को मिला सकते हैं तो उदाहरण के लिए अगर आपको वेका का इस्तेमाल करना है तो हमें इनपुट फाइल को बनाना होगा तो स्वीकृत इनपुट फाइल कौन सी है कौन से फॉर्मेट arff प्लस csv आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो arff फाइल को कैसे बनाएं विद्यार्थी एट्रिब्यूट पहले अटरीब्यूट को दें फिर वैल्यू ज को दें और फिर क्लास और अंत में डाटा को दें तो वेका मैं कौन से विभिन्न विकल्प मौजूद हैं मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी सर अगर मैं इस्तेमाल करूं आप प्रशिक्षण सेठ को संज्ञान में ले सकते हैं या क्रॉस सत्यापन स्प्लिट सेंपलिंग आप बाहरी सेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप वेका को चलाते हैं तो यह आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देगा तो यह कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का क्या मतलब है ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के इस्तेमाल से आप सेंसटिविटी स्पेसिफिसिटी और एक्यूरेसी की गणना कर सकते हैं और वेका से आप सीधे सीधे इन वैल्यू को पा सकते हैं प्रेसीजन और ROC ऐरर के साथ तो हम इन जानकारियों का इस्तेमाल कर सकते हैं अनुमानित करने के लिए या अंतर करने के लिए या विभिन्न प्रोटीन के क्लास के लिए यहां हमारे पास अटरीब्यूट सिलेक्शन एल्गोरिथ्म भी है यह पसंदीदा एट्रिब्यूट का चयन कर हमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन देगा तो वेका के विभिन्न अनुप्रयोग हैं अगर आप देखें तो आपको बहुत से संदर्भ मिल जाएंगे जो कि वेका सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रकाशित है एक और महत्वपूर्ण चीज यह की वेका मैं डिफॉल्ट पैरामीटर इस्तेमाल करने के बजाए किसी भी सपोर्ट वेक्टर मशीन या न्यूरल नेटवर्क या किसी भी प्रोग्राम के लिए हम डिफॉल्ट पैरामीटर में बदलाव कर सकते हैं तो अब प्रदर्शन में बदलाव कैसे लाते हैं आप प्रदर्शन में कम से कम 3 से 5 का सुधार कर सकते हैं तो इसके बहुत से अनुप्रयोग हैं इनकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी हम वेका प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सबसे बढ़िया मशीन लर्निंग तकनीक का चयन कर सकते हैं बेहतरीन प्रदर्शन को पाने के लिए तो अगली कक्षा मैं मैं विभिन्न तकनीक या एल्गोरिथ्म या उनके संकल्पना को संक्षेप में बताऊंगा जो कि हमने पिछली कई कक्षाओं में पढ़ा ध्यान देने के लिए धन्यवाद